एनपीटीईएल एनपीटीईएल ऑनलाइन प्रमाणीकरण पाठ्यक्रम कोर्स ऑन लिंग भेद न्याय और कार्यस्थल सुरक्षाजेंडर जस्टिस एंड वर्कप्लेस सिक्योरिटी द्वारा प्रो दीपा दुबे राजीव गांधी बौद्धिक संपदा विधि विद्यालय IIT खड़गपुर व्याख्यान 13 कार्यस्थल में महिलाएं पूर्व से आगे सभी को नमस्कार कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मुद्दे पर अंतिम व्याख्यान में हम कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मुद्दे को संभालने में आंतरिक शिकायत समिति की भूमिका और जिम्मेदारी पर चर्चा कर रहे थे उस संबंध में हम समझते हैं कि आंतरिक शिकायत समिति की ओर से एक बहुत महत्वपूर्ण और सार्थक भूमिका है और उन्हें कानून और कानून की भावना के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए ताकि यह देखा जा सके कि महिलाओं को सर्वोत्तम संभव उपाय दिए गए हैं और इस प्रक्रिया में दोनों पक्षों के अधिकार प्रभावित नहीं हैं संदर्भ समय को देखें 0113 आईसीसी की अपेक्षित ज़िम्मेदारियों को निभाने के लिए और जो उनके द्वारा नहीं किया जाना चाहिए उसके लिए हमारे पास है कि क्या करना है और क्या नहीं पिछले व्याख्यान में हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि उनसे क्या अपेक्षा की जाती है जिसमें उनके लिए यह आवश्यक है कि वे संवाद स्थापित करने के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करें जिससे पार्टियों में विश्वास और विश्वास को सम्मान के साथ व्यवहार किया जा सके यह देखने के लिए कोई पूर्वाग्रह में विश्वास आदि को नहीं मानता जो निर्णय लेने की प्रक्रिया के रास्ते में आता है और बहुत महत्वपूर्ण रूप से उस नुकसान का निर्धारण करना जो पीड़ित को दिया गया है व्यवहार जो उन्हें एक जांच निकाय के रूप में कार्य प्रक्रिया के दौरान आक्रामक होने से बचना चाहिए यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्हें नहीं किया जाना चाहिए और आक्रामक हो जाना किसी भी पक्ष से चाहे वह पीड़ित हो या उत्तर दाता यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि पीड़ित की स्थिति के लिए उनके पास सबसे अधिक सहानुभूति और विचार होना चाहिए और इसलिए यौन उत्पीड़न के कार्य के संबंध में पीड़ित से बार बार पूछने के लिए और यौन उत्पीड़न के चित्रमय विवरण के संदर्भ में इसे सभी विवरणों के साथ चित्रित करने पर जोर देना और यह कुछ ऐसा है जिसे अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि अगर इस संबंध में बार बार याद दिलाया जाता है तो यह पीड़ित के लिए कई बार एक और आघात पैदा करता है यौन उत्पीड़न की शिकायत महिलाओं के लिए सवाल में कम महत्व के उत्पीड़न की स्थिति नहीं होनी चाहिए इसलिए उसे एक सुखद वातावरण एक सुखद और सक्षम वातावरण के साथ सामना करना चाहिए जहां वह आत्मविश्वास के साथ खुद को व्यक्त कर सकती है और आवश्यक विवरण समझा सकती है लेकिन यौन उत्पीड़न के सजीवचित्रित विवरण पर जोर देना कुछ ऐसा है जिससे बचा जाना चाहिए बयानों के बार बार रुकावट जब पक्ष बयान दे रहे हैं ऐसे बयानों में बार बार रुकावटें आती हैं उनसे भी बचा जाना चाहिए पहली बार जब वे बयान दे रहे हैं तो उनके बयान लिए जाने चाहिए क्योंकि वे समिति के सामने रखने का इरादा रखते हैं इसलिए यदि यह पीड़ित अपनी शिकायत के बारे में बोल रही है या यदि यह प्रतिवादी उन आरोपों का खंडन कर रहा है जो दोनों स्थितियों में उसके खिलाफ लगाए गए हैं तो समिति को धैर्य दिखाना चाहिए और पूरी घटना या घटनाओं को बताने के लिए पार्टियों को पर्याप्त समय देना चाहिए जिनसे शिकायतों का गठन होता हो या जिनका शिकायत का खंडन करने के उद्देश्य से व्याख्या करना महत्वपूर्ण हो और प्रक्रिया में यथासंभव कम रुकावटें होनी चाहिए शिकायतकर्ता या प्रतिवादी की उपस्थिति में शिकायत पर चर्चा करना किसी भी प्रकार की चर्चा जो सत्य या झूठ के संबंध में की जानी है पार्टियों द्वारा दिए गए या दिए गए बयानों की शिकायत की शुद्धता या अन्यथा इस संबंध में दिए गए किसी भी बयान दोनों पक्षों के संरक्षण करना इसलिए इसे टालना चाहिए यह सबसे अच्छा है इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्हें कुछ मात्रा में स्वतंत्रता होनी चाहिए कुछ मात्रा में अव्यावहारिकता का प्रदर्शन आत्मविश्वास पैदा करना उन पक्षों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाना जहां किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह किसी भी तरह के पूर्वाग्रहों के पक्ष में या किसी भी पक्ष में विचाराधीन न हों इसलिए यह कुछ ऐसा है जो आंतरिक शिकायत समिति की ओर से बहुत महत्वपूर्ण है संदर्भ समय को देखें 0559 अब पूरी प्रक्रिया कैसे चलती है यह एक शिकायत के प्रतिरोध के साथ शुरू होता है जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि शिकायत लिखित के रूप में दाखिल होनी चाहिए कानून के तहत एक प्रावधान है की शिकायतकर्ता द्वारा गवाह आदि के नाम के साथ 6 प्रतियाँ दी जा रही हों जो शिकायत को शुरू करना चाहता है यह उसे उन स्थितियों में लिखने के लिए कम करता है जहां शिकायतकर्ता को इसे लिखित रूप में देना मुश्किल लगता है यह आंतरिक शिकायत समिति की जिम्मेदारी है कि वह इस संबंध में आवश्यक सहायता दे लेकिन निश्चित रूप से हुक्म नहीं चलाएगी और ऐसी स्थिति नहीं बनाएगी जहां वह लिखित शिकायत में अपने शब्द डाले इसलिए यह शिकायतकर्ता का कथन होना चाहिए लेकिन उद्देश्य में जो भी सहायता आवश्यक हो वह लिखी जा सकती है जिसे अब वहन किया जाना चाहिए अब एक बार शिकायत की प्राप्ति हो गई है अगले चरण में जिसे हम सम्बोधित करते हैं या जो कई परिस्थितियों में पसंद किया जाता है वह शिकायत के संबंध में प्रारंभिक जांच है अब आम तौर पर प्रारंभिक जांच शब्द कुछ ऐसा है जो पूछताछ में पाया जाता है या पुलिस द्वारा की गई कार्रवाइयों में लेकिन यह उस संदर्भ में समझा जाना है जिस पर चर्चा की जा रही है क्योंकि पहले इसके अनुपालन में यह समझा जाना है कि यह यौन उत्पीड़न क्या है जिस पर बात की जा रही है क्या यह किसी यौन उत्पीड़न के अधिनियम के लिए मुख्य चरण की राशि है क्योंकि कई बार यह एक एक पुरुष कर्मचारी की सामान्य व्यवहार अशिष्ट व्यवहार और आक्रामक बातचीत हो सकता है जिसे दूसरे पक्ष द्वारा गलत तरीके से समझा जा सकता है जानबूझकर नहीं बल्कि गलती से यौन उत्पीड़न के मामले के रूप में इसलिए जब इस तरह की शिकायत समिति के सामने आती है तो यह समझने के लिए समिति होती है कि क्या यौन उत्पीड़न की गति का मामला बनता है और इसलिए मौसम की शिकायत 2013 अधिनियम के पूर्वावलोकन में आती है और इसलिए उनके अधिकार क्षेत्र में है और इसलिए यह यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि शिकायत में स्पष्टता होनी चाहिए व्यवहार के संबंध में स्पष्टता और यह इंगित करना चाहिए कि व्यवहार आक्रामक था अपमानजनक था व्यवहार कार्य स्थल पर हुआ था या यह कार्य से संबंधित था इसलिए यह सब बहुत महत्वपूर्ण है अब यह भी निर्धारित करने के लिए कि शिकायतकर्ता के साथ साथ अन्य गवाह से अनौपचारिक रूप से बात करना महत्वपूर्ण हो सकता है इसलिए इस प्रारंभिक जांच में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इस मुद्दे का प्रारंभिक निर्धारण होना चाहिए कि क्या इसके साथ आगे बढ़ना है या इसके साथ आगे नहीं बढ़ना है अगली उन स्थितियों में आता है जहां औपचारिक या अनौपचारिक समाधान के लिए विकल्पों का पता लगाना आवश्यक हो सकता है जैसा कि हमने पहले भी कहा है पार्टियों के बीच सुलह के प्रावधान हैं इसलिए यदि शिकायतकर्ता समस्या का चयन और अनौपचारिक निवारण करता है तो पक्षों के बीच सुलह की अनुमति दी जा सकती है और ऐसे मामलों में शिक्षा परामर्श चेतावनी आदि दी जा सकती है हालांकि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अनौपचारिक निवारण के लिए ऐसी मांग पीड़ित या शिकायतकर्ता से किसी भी स्थिति में नहीं होनी चाहिए चाहे जो भी हो आंतरिक शिकायत समिति को शिकायतकर्ता को सलाह देने या दबाव बनाने या दबाव डालने के रूप में देखा जाना चाहिए ताकि मामले को सीधे प्रतिवादी के साथ हल किया जा सके यह सब अधिनियम के तहत अनुज्ञेय नहीं है लेकिन यदि यह केवल स्वेच्छा से अनुमति है तो केवल इसको अपनाया जाना चाहिए और उसके बाद पक्षों के बीच मामला सुलझना चाहिए यदि ऐसा नहीं होता है तो जहां हम आते हैं शायद नियोजन के लिए मैंने योजना के चरण के रूप में क्या कहा है फिर यह तय करना है कि आगे क्या किया जाना है एक अनौपचारिक निवारण का पालन नहीं किया गया है इसलिए आरोप का औपचारिक निवारण होना चाहिए और इस समय समिति यह तय करेगी कि वे कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं अब वे किस तरह से बड़ी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं आमतौर पर पहले से ही निर्धारित किया जाता है लेकिन वे अन्य मुद्दों को निर्धारित कर सकते हैं जो पूरी प्रक्रिया में हैं इसलिए अब शिकायत प्राप्त करने के 7 दिनों के भीतर शिकायत समिति को प्रतिवादी को लिखित रूप में सूचित करना होगा कि एक शिकायत प्राप्त हुई है इसलिए प्रतिवादी को दिए गए आरोपों का जवाब देने के लिए एक अवसर दिया जाना चाहिए जो कि उसके खिलाफ लाया गया है और इसलिए एक जानकारी होनी चाहिए जो लिखित रूप में पारित हो कई स्थितियों में यह एक चार्जशीट का रूप ले सकता है यदि शिकायत समिति को अनुशासनात्मक समिति के रूप में लिया जाता है जहां उस समय चार्जशीट जारी की जा सकती है या बाद के समय में हो सकती है अब एक बार प्रतिवादी शिकायत प्राप्त कर लेता है और उससे अनुरोध किया जाता है कि वह 10 दिनों के बाद उस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया दे ताकि उत्तर दाता को पर्याप्त नोटिस दिया जा सके उसके 10 दिनों के भीतर उसे एक लिखित बयान देना होता है जिसमें उसके व्यवहार और उसके पूरे पक्ष के बारे में बताना होता है कि यह यौन उत्पीड़न का मामला क्यों नहीं बनेगा या वह क्या कहेगा इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इस प्रक्रिया में पक्षों के साथ उचित सामयिक संचार होना चाहिए और इस तरह की प्रत्येक चीज को अच्छी तरह से प्रलेखित किया जाना चाहिए उस उद्देश्य के लिए एक फाइल रखी जानी चाहिए और आंतरिक शिकायत समिति को तदनुसार आगे बढ़ना चाहिए अब जैसा कि हमने पीड़ित के संदर्भ में बात की है कि अंतरिम उपाय हैं इसलिए भी एक बार शिकायत शुरू होने पर या एक जांच शुरू होती है तो शिकायतकर्ता एक अनुरोध कर सकता है जो लिखित में होना चाहिए आंतरिक शिकायत समिति को अंतरिम उपायों के प्रकार के वह अनुरोध जो एक पत्र हो सकता है जो 3 महीने की अवधि तक का स्थानांतरण या प्रतिवादी का स्थानांतरण तक हो सकता है इसलिए यह शिकायत समिति की जिम्मेदारी होगी कि वह सुनिश्चित करे कि इस तरह के अंतरिम उपाय उसे दिए जाएं और यहां तक कि अगर किसी विशेष मामले में ऐसा कोई लिखित अनुरोध नहीं है अगर शिकायत समिति को लगता है कि कुछ खतरे हैं तो वहाँ पर ज़बरदस्ती या दबाव या धमकी आदि की स्थिति है इसलिए शिकायत समिति को स्वयं ही आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने चाहिए और यह महत्वपूर्ण है ताकि आगे चलकर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए पीड़ित व्यक्ति को पीड़ित होने से रोका जा सके अब अगले पक्ष को सुनने का चरण है जो अब फिर से मानता है कि जहां महान महत्व है क्योंकि पार्टियों को सुनना बहुत महत्वपूर्ण कदम है ताकि यह पता लगाया जा सके कि हम क्या कहते हैं तब तक आरोपों की सच्चाई संभव नहीं है यह इंगित नहीं करना है कि एक बार जो आरोप लगाया गया है वह उस मामले के लिए गलत है लेकिन आंतरिक शिकायत समिति को स्वतंत्र रूप से सत्यापित और समझना होगा और स्वयं के लिए संतुष्ट होना चाहिए कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रतिवादी के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वह सत्य है और पार्टियों के इस कथन से उन प्रश्नों को समझा जा सकता है जो उनके लिए लगाए गए हैं इसलिए यौन उत्पीड़न के एक मामले में पक्षों की सुनवाई का अनिवार्य रूप से यही मतलब है अब दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिए कि उन्हें धैर्य पूर्वक और उनके सभी और उन सभी को सुना जाना चाहिए जो वे शिकायत के संबंध में कहना चाहते हैं अब यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और सभी वैकल्पिक पक्षों के नियम का बहुत महत्वपूर्ण पहलू जो कहता है कि पक्षों को सुनें इसलिए यह ऐसी स्थिति नहीं हो सकती है कि पीड़ित को सुना जाए और उसके बाद आरोपी को नहीं सुना जाए या आरोपी को प्रभावशाली स्थिति में रखा जाए कहानी के अपने हिस्से को समझाने के लिए जबकि पीड़ित के आरोप को नजरअंदाज किया जाता है यह ऐसी स्थिति नहीं हो सकती है लेकिन दोनों पक्ष चाहे जो भी हों चाहे उनकी वरिष्ठता उनके पद से अलग हो और उन सभी विवरणों के संबंध में ठोस और यथार्थ पूर्ण होना चाहिए जो वे रिकॉर्ड पर रखना चाहते हैं इसके अतिरिक्त यह समिति की जिम्मेदारी है कि महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रश्न रखे जिनका शिकायत के उद्देश्य के लिए निर्धारित किया जाना आवश्यक है सामान्य रूप से कानूनी प्रक्रिया अवैध कानूनी प्रक्रिया या अधिक विशेष रूप से आपराधिक कानूनी प्रक्रिया यह परीक्षा का रंग लेता है पक्षों की जिरहप्रति परीक्षा अब कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर जिरहप्रति परीक्षा को भी प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांतों में से एक के रूप में लिया जाता है यहां हम शब्द जिरहप्रति परीक्षा से बचते हुए हम यह कह सकते हैं कि आंतरिक शिकायत समिति को यह देखना होगा कि उन्हें प्रत्येक पक्ष के लिए उचित प्रश्न रखना चाहिए अब दिए जा रहे उत्तरों की प्रक्रिया में अगर कोई बड़ी विसंगतियां हैं तो बड़ी खामियां हैं जो इस प्रक्रिया में नजर आती हैं आंतरिक समिति की जिम्मेदारी है कि वह इस तरह की विसंगतियों के संबंध में पक्ष से पूछे और इस संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण मांगे अब प्रत्येक व्यक्ति के साथ अलग अलग और विश्वास के साथ पूछताछ की जानी चाहिए और आम तौर पर क्या बनाए रखा गया है और यहां तक कि पुस्तिका जो इस बिंदु पर कानून को आगे बढ़ाती है यह बहुत स्पष्ट करती है कि यह दोनों पक्षों को कभी भी आमने सामने नहीं करना चाहिए एक दूसरे के साथ सामना अब कुछ स्थितियों में आम तौर पर जब यह जांच जिरह करने की बात आती है तो यह वह पक्ष है जो दूसरे से जिरह करता है लेकिन यौन उत्पीड़न के मामलों में कई बार पक्ष अलग अलग स्तरों पर होते हैं दोनों पक्ष समान रूप से प्रभावशाली शक्तिशाली या वरिष्ठ स्थिति इत्यादि में नहीं हो सकते हैं कई बार पीड़ित व्यक्ति उत्तेजक के कारण पीड़ित होते हैं जब उत्पीड़नकर्ता का सामना कराया जाता है और इसलिए यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रश्न अलग अलग और अलग अलग पक्षों में से प्रत्येक के लिए रखे जाएँ और अधिमानतःविशेषतः उन्हें कभी भी एक दूसरे के आमने सामने नहीं लाया जाना चाहिए क्योंकि यह उस पीड़ित के लिए आकस्मिक हो सकता है जिसे फिर से उत्पीड़नकर्ता का सामना करना पड़ता है और कभी कभी उत्पीड़नकर्ता पीड़ित के साथ अपने व्यवहार के मामले में अधिक आक्रामक या अधिक नीच हो सकता है अब उन सभी पक्षों के साथ सुनवाई करने और पक्षों को सवालों के जवाब देने के साथ अब शिकायत कमेटी इस बात का पता लगा सकती है कि क्या शिकायत की अपील की गई अपील नहीं की गई या अनिर्णायक है तो फिर यह बात सामने आती है निष्कर्षों के अगले चरण और सिफारिशों को इस पूरे मामले में अब इस खोज और सिफारिशों में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि शुरू से ही शिकायत की शुरुआत के साथ एक फाइल होनी चाहिए जो कि वहां बनाए रखी गई है जो कि वहां मौजूद शिकायत की गोपनीय फाइल होनी चाहिए सभी तिथियों घटनाओं में गवाहों के नाम दस्तावेजों आदि को वहां रखा जाना चाहिए वहाँ किसी भी अन्य पक्ष द्वारा दिए गए दस्तावेज़ भी दायर किए जाने चाहिए पार्टियों के बयान व्यक्तिगत प्रश्नों के लिए उनकी प्रतिक्रिया सभी को एक साथ रखा जाना चाहिए और फिर जब यह सब एक साथ रखा जाता है तो इसका पूरी तरह से अध्ययन और विश्लेषण किया जाना चाहिए अब एक बार जब यह पूरी बात देखी जाती है तो शिकायत के बयान के आधार पर और ठोस गवाहों का समर्थन जो दस्तावेज उसने प्रस्तुत किए हैं उत्तर देने वाले के ये बयान गवाहों का समर्थन कर रहे हैं जो दस्तावेज उसने प्रस्तुत किया है जब सभी को देखा जाता है फिर शिकायत समिति उचित खोज के लिए आ सकती है अब उस उचित खोज के आधार पर यह एक स्थिति हो सकती है जहां एक आरोप लगाया जाता है या एक आरोप स्थापित नहीं किया जाता है या एक स्थिति जो अनिर्णायक भी हो सकती है अब जो भी स्थिति है उसके आधार पर रिपोर्ट लेखन के बाद अब शिकायत की प्रकृति के आधार पर यदि शिकायत जो कथित रूप से और अंततः स्थापित की गई है बहुत गंभीर है इसके बाद प्रमुख दंड हो सकता है जो व्यक्ति पर लगाया जाता है यदि शिकायत एक मामले से संबंधित है जो निश्चित रूप से कानून के तहत स्वीकार्य नहीं है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो गंभीर है और जो पक्ष के लिए हानिकारक है लेकिन एक मामूली प्रकृति का है तब मामूली दंड हो सकता है जिसे प्रक्रिया में पालन किया जा सकता है इसलिए सिफारिशों की एक सीमा हो सकती है जो कि प्रमुख रूप से लेकर छोटे रूप से शुरू करने के लिए दि जा सकती है अब यह आंतरिक शिकायत समिति पर निर्भर करता है कि वह किस तरह की सिफारिशें करती है यह उन प्रकार के आरोपों को देने के लिए प्रेरित करता है जिन्हें स्थापित किया जाना था तो यह एक लिखित माफी या फटकार या चेतावनी या एक सेंसर जो प्रकृति में अधिक मामूली हैं पदोन्नति वेतन वृद्धि बढ़ाने पर रोक सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है एक जो और बड़ा है सेवासमाप्ती या अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदि और इसके साथ ही जैसा कि हमने पहले कहा है कि पक्ष को मुआवजा भी दिया जा सकता है और अंत में उन्हें रिपोर्ट देनी होगी जिसे नियोक्ता को लिखना और प्रस्तुत करना होगा और नियोक्ता को यह देखना होगा कि यह उस रिपोर्ट पर कार्य करता है अब रिपोर्ट को बहुत स्पष्ट होना चाहिए यह शिकायत के पहलू को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना चाहिए जो आवश्यक बयान दस्तावेजों का पालन किया गया है जो कि जानकारी का विश्लेषण दर्ज किया गया है जो आईसीसी को खोजने के अंतिम रूप से सिफारिशों पर आया है संदर्भ समय को देखें 2305 अब इस पूरे संबंध में एक निश्चित समय रेखा है और जांच 90 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए और एक अंतिम रिपोर्ट नियोक्ता या जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी जहां वह संबंधित है जो LCC या स्थानीय शिकायत समिति है उसके बाद दस दिनों के भीतर इसलिए यह हमारी समयबद्ध जांच है जिसका संचालन किया जाना है 90 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज होने के तीन महीने या 90 दिनों के भीतर पूरी शिकायत की जांच की जानी चाहिए और नियोक्ता को एक रिपोर्ट सौंपी जानी चाहिए अब शिकायत पर कार्रवाई करने के मामले में नियोक्ता या जिलाअधिकारी पर बाध्यता होती है क्योंकि कई बार पहले यह देखा गया है कि इस पर कार्य करने वाले उचित प्राधिकार के बावजूद नियोक्ता ने सिफारिशों पर वास्तव में उचित कार्रवाई नहीं की है और बात जारी है और पीड़ित नौकरी छोड़कर किसी अन्य नौकरी में शामिल होने या घर पर रहने के लिए गया है इसलिए यहां अधिनियम निर्दिष्ट करता है कि 60 दिनों के भीतर नियोक्ता को सिफारिश पर कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है इसलिए यह समय रेखा है जिसे वहां रखा गया है संदर्भ समय को देखें 2432 और अंत में क्या अधिनियम नियोक्ता पर किसी भी कर्तव्यों को लागू करता है इस संबंध में उत्तर हां है नियोक्ता पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह उस संबंध में आवश्यक कदम उठाए इसलिए इसे कार्यस्थल पर एक सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करना चाहिए इसे कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न पर कानून और आंतरिक शिकायत समिति संगठित कार्यशालाओं और नियमित स्तर पर इस कार्यक्रमों के बारे में जागरूकसुस्पष्ट जगह पर प्रदर्शित करना होगा शिकायत से निपटने और जांच का संचालन करने के लिए आंतरिक शिकायत समिति को आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करें प्रतिवादी और गवाहों की उपस्थिति को सुरक्षित करने में सहायता करें यदि वह पुलिस के साथ शिकायत दर्ज करती है तो महिलाओं या पीड़ित को सहायता प्रदान करें सेवा नियमों के तहत यौन उत्पीड़न को एक दुराचार के रूप में समझिये और इस तरह के दुराचार के लिए कार्रवाई शुरू करें आंतरिक शिकायत समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय पर निगरानी करें ताकि नियोक्ता पर जिम्मेदारियां हों सबसे पहले जो बहुत महत्वपूर्ण है वह यह है कि नियोक्ता की जिम्मेदारी यह देखना है कि यदि किसी संगठन में महिलाएं या कर्मचारी हैं तो एक सुरक्षित और मैत्रीपूर्ण वातावरण है जो सभी महिलाओं के लिए प्रदान किया जाता है और संगठन में महिलाओं की सहायता करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ होनी चाहिए कि वह अपने कार्य स्थल पर सहज हों अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि इन समितियों का संगठन में गठन किया जा रहा है और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हर किसी के पास आवश्यक ज्ञान हो अतः किसी नियोक्ता का यह अनिवार्य कर्तव्य है कि वह इस संबंध में उचित कदम उठाए चाहे वह अपनी संबंधित वेबसाइट पर जानकारी डाले या जो पोस्टर बना रहा हो और संगठन के भीतर विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित हो या अन्य जो भी आवश्यक कदम हो यह नियोक्ता पर जिम्मेदारी है और उसके साथ समय समय कार्यशालाओं का संचालन करना दूसरी महत्वपूर्ण बात आंतरिक शिकायत समिति को सुविधा प्रदान करना एक समिति बनाना और उसके बाद बाधा डालना कानून के उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है इसलिए उन्हें एक समिति बनाना होगा जो सभी आवश्यक बुनियादी ढाँचे और अन्य सुविधाएँ दे जो समिति के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक हैं एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह यौन उत्पीड़न अधिनियम संगठन के स्तर पर समस्या का समाधान करना चाहता है अगर कोई महिला पुलिस में शिकायत दर्ज करने या आपराधिक कार्रवाई करने के लिए भी चुनती है तो यह नियोक्ता की जिम्मेदारी है कि वह उस संबंध में महिलाओं की मदद करे और यह भी देखे कि आंतरिक शिकायत समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह उचित कार्रवाई करता है ताकि अधिनियम पराजित न हो लेकिन अधिनियम की भावना कानून के पत्र को बरकरार रखा गया है और यौन उत्पीड़न के सभी मुद्दों का व्यवहार उस तरीके से किया जाता है जिसकी उससे उम्मीद की जाती है यदि नियोक्ता की ओर से अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में विफलता है तो दंड भी हैं जो अधिनियम में निर्धारित हैं तो यह यौन उत्पीड़न अधिनियम की आकृति है एक बहुत शक्तिशाली कानून जो महिलाओं के अधिकारों और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए आया है